मैग्नेटोस्टैटिक्स का परिचय बायो सावर्ट का नियम हमने अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात की है जो मुख्य रूप से चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित होती है अब हम यहां बदलाव करने जा रहे हैं और मैग्नेटोस्टैटिक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं और देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार समझा जा सकता है आइए आपको मैग्नेटिक फील्ड कि थोड़ी सी पृष्ठभूमि देता हूं मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के द्वारा प्राप्त होता है आपने इसे स्कूल में किया होगा कि यदि कोई बार मैग्नेट लेता है जिसकी दो किनारों पर N और S होते हैं और यदि मैं इसके चारों ओर फील्ड लाइंस प्लॉट करता हूं तो वे कुछ इस तरह की दिखती है आप फील्ड लायंस को कैसे प्लॉट करते हैं याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड द्वारा चार्ज पर फोर्स को प्रतिनिधित्व करता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड को चुंबकीय कंपास सुई पर टॉर्क द्वारा पहचाना जाता है इसलिए यदि आप इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यह घूमती है और इस प्रकार मुझे पता चलता है कि यह एक मैग्नेटिक फील्ड है तो इन मैग्नेटिक लायंस को प्लॉट करने के लिए एक कंपास प्रयोग किया जाता है और कम्पास के दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले तीर खींचे जाते है यह पाया गया है कि ये मैग्नेटिक लाइंस इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड के समान पैटर्न का पालन करती हैं तो इसके द्वारा एक मैग्नेटिक डाइपोल को परिभाषित किया जा सकता है है और मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जिसे मैं B द्वारा निरूपित करने जा रहा हूं और यह BC3mrr mr3 द्वारा दिया जाता है यहां पर C एक नियतांक है जो कुछ राशियों पर निर्भर करती है यह बिल्कुल उसी तरह से जिस प्रकार हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को परिभाषित किया था जो कि Er14π03prr pr3 था 14π0 को मैग्नेटिक फील्ड के लिए C द्वारा लिखा गया है BrC3mrr mr3 Er14π03prr pr3 दूसरी बात जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखी जाती है वह यह है कि इसमें कोई ऐसा बिंदु नहीं होता हैं जहां से फील्ड कन्वर्स या डायवर्स होता हो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा कि चार्ज q आपको इस तरह की फील्ड लाइन देता है जबकि मैग्नेट के लिए आपको ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलता है जहां ऐसा होता हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक क्लोज कर्वबनाती हैं और इसका मतलब है कि चार्जज के विपरीत फ्री मैग्नेटिक पोल नहीं होते है तो यह एक अंतर है हालांकि मैग्नेटिक फील्ड का सूत्र डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के सूत्र के समान दिख सकता है लेकिन यहां पर कोई फ्री मैग्नेटिक पोल नहीं हैं एक बात जो इससे नोटिस होती है वह यह कि B का डायवर्जेंस हमेशा शून्य होगा अर्थात B0 क्योंकि डायवर्जेंस स्रोत को संदर्भित करता है और इस मामले में कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं होता है जहां से सभी रेखाएं आ रही हैं या जहाँ से सभी रेखाएँ कन्वर्स कर रही हो Bdl≠0 B≠0 B का कर्ल कितना होगा फिर से अगर मैं लाइनों को देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे कभी भी अपने आप को बंद नहीं करती हैं अगर कुछ फ़ील्ड लाइनें खुद पर बंद नहीं होती हैं इसका मतलब होता है कि इसका मतलब है कि Bdl≠0 होगा और इसलिए स्टोक्स थ्योरमStokes Theorem के द्वारा हम कह सकते हैं कि B≠0 होता है Bdl≠0 B≠0 तो मैग्नेटिक फील्ड या डाइपोल के लिए हमने पाया है कि मैं B को BC3mrr mr3 के रूप में लिख सकता हूं कोई मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होता हैं और इसलिए B0 है रेखाएं स्वयं पर बंद नहीं होती है और इसलिए B शून्य के बराबर नहीं है इसका मतलब है कि मैं B को किसी मैग्नेटिक पोटेंशियल के ऋणआत्मक ग्रेडियंट के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है यह वह जगह है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन बंद हो जाता यदि कोई नया कनेक्शन नहीं मिला होता और उस कनेक्शन को ओर्स्टेड ने पाया जिन्होंने पाया कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के द्वारा उत्पन्न होता है तो अगला प्रायोगिक प्रेक्षण यह है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के द्वारा उत्पन्न होता है इतना ही नहीं यह कैसे उत्पन्न होता है इसका सूत्र प्राप्त प्राप्त किया जा सकता है इसलिए यदि मेरे पास करंट लूप अथवा एक बड़ा क्लोज करंट एलिमेंट जिसमें I करंट प्रवाहित हो रही है तो B को 04πIdl×r rr r3 के रूप में लिखा जा सकता है इन स्थिरांकों को बाद में इकाइयों के अनुसार ठीक किया गया इसको मैं फिर से यहां पर ठीक तरीके से लिखता हूं Br04πIdl×r rr r3 यहां पर dl को dl लिखा गया है क्योंकि यह पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन को दर्शाता है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 मान लीजिए कि मैं पहले लूप को देखता हूं यहां पहला लूप है और मैं इस बिंदु पर फ़ील्ड देखना चाहता हूं जो कि r दूरी पर है मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ करंट की दिशा में एक छोटा सा एलिमेंट dl लूंगा तो करंट की दिशा तय करती है कि dl कौन सी दिशा में है यहां पर यह r है वह वेक्टर इस से मेरी स्थिति तक जहां मैं चुंबकीय क्षेत्र खोजना चाहता हूं r r है मैं इन सभी छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़कर गणना करूंगा और इससे मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो इस बिंदु पर अगर मैं dl लेता हूं जो इस कागज के तल की दिशा में है अर्थात इस दिशा में और यदि यह r की दिशा है अब यदि मैं dlr को लेता हूं तो इसकी दिशा अंदर की तरफ होगी अर्थात इसके द्वारा एक फील्ड उत्पन्न होने जा रहा है जिसकी दिशा अंदर की तरफ होगी और मैं पूरे लूप के कारण इन छोटे छोटे एलिमेंट के फील्ड को जोड़ लूंगा और इसके द्वारा मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इसे बायो सावर्ट नियमBiot Savart's Law के नाम से जाना जाता है यहाँ एक बात मुझे बतानी चाहिए कि यह नियम स्टेडी करंट के लिए ही मान्य है स्टेडी का मतलब है कि करंट टाइम के साथ नहीं बदल रही है यदि टाइम के साथ करंट में परिवर्तन होता है तो नए पद आते हैं जिसे हम बाद में देखेंगे अभी इस समय स्टेडी स्टेट करंट के लिए आप पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस सूत्र द्वारा दिया गया है जिस क्षण ऐसा होता है आपके पास बहुत सारे अध्ययन हो सकते हैं क्योंकि अब आपके पास एक सूत्र है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड के विभिन्न गुणों को व्युत्पन्न कर सकते हैं तो इससे चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन में काफी तेजी आई आइए बायो सावर्ट नियमBiot Savart's Law के कुछ उदाहरण लेते हैं पहले उदाहरण के रूप में मैं दूर कहीं से आता हुआ हुआ एक लंबा तार लेता हूं जो आगे जाने पर बंद हो सकता है और इसलिए यह चीजों को प्रभावित नहीं करेगा मैं तार से एक निश्चित दूरी पर फील्ड की गणना करना चाहता है आइए हम इस दिशा को x मान लें और तार की दिशा y लेते हैं तथा मैं तार से x दूरी पर फील्ड की गणना करना चाहता हूं हम इस प्लेन को x y प्लेन मान रहे हैं अगर मैं एक छोटा एलिमेंट dl लेता हूं तो यह दूरी x होगी तथा यह y होगी और यह दूरी x2y2 होगी तो Bx वेक्टर को हम 04πIdl×r rr r3 के रूप में लिख सकता हूं अब क्योंकि dl y दिशा में dyहै और इसलिए इस व्यंजक को 04πIdyy×xx yyx2y232 लिखा जा सकता है यहां पर r x दिशा में x तथा r y दिशा में y है r r 304πIdy y ×xx yyx2y232 ध्यान दें कि मैंने यहां प्राइम नहीं लिखा था लेकिन अगर आप चाहें तो मैं यहां प्राइम लिख सकता हूं वास्तव में प्राइम दर्शाता है कि मैं कहां पर इंटीग्रेट कर रहा हूं जबकि अनप्राइम वेरिएबल पर मैं फील्ड की गणना कर रहा हूं क्योंकि y से तक तक परिवर्तित हो रहा है तथा yx z yy0 होता है इसलिए उपरोक्त व्यंजक को Bx04πI ∞dy zxx2y232के रूप में लिखा जा सकता है Bx04πI ∞dy z xx2y232 आप y को x Tan के द्वारा प्रतिस्थापित करके इसको बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके इंटीग्रेशन का उत्तर 2x प्राप्त होता हैं इसलिए Bx 0I4π 2xमिलता है अतः अंतिम परिणाम के रूप में हमें Bx 02πxIz प्राप्त होता है इसलिए इस बिंदु पर फ़ील्ड माइनस z दिशा में जाता है क्योंकि xy z पेपर से बाहर आ रहा है तो यह पेपर के अंदर जा रहा है यदि आप इस बिंदु पर गणना करते हैं तो यह बाहर आएगा क्योंकि यह एक असीम रूप से लंबा तार है और बिंदु कहां पर है यह वास्तव में मायने नहीं रखता है इसलिए इस पूरे रीजन में फील्ड इस तरफ से अंदर जाएगा जबकि दूसरी तरफ से बाहर आएगा और इसका परिमाण 02πxI के बराबर होगा Bx 02πxIz दूसरे उदाहरण के लिए मैं x y प्लेन में तार की एक रिंग जिसमें करंट प्रवाहित हो रही है को ले रहा हूं तो यह x है यह y है और मैं इसकी ऊंचाई z ऊंचाई के बिंदु z पर फ़ील्ड की गणना कर रहा हूं माना कि इसमें करंट दिशा में जा रही है क्योंकि यह दिशा में सिलैंडरिकल कोऑर्डिनेट का उपयोग करना आसान है यदि मैं इन दो लाइन एलिमेंट एक यहां जबकि दूसरा यहां पर है के कारण बिंदु z पर फ़ील्ड की गणना करता हूँ तो आप आसानी से देख सकते हैं कि dl r इस तरह से एक फ़ील्ड देगा मैं इसको यहां पर बनाता हूं यह बिंदु मुझे इस दिशा में एक फील्ड देगा और इस बिंदु पर करंट बाहर जा रहा है तो इससे मुझे इस दिशा में एक फील्ड मिलेगा इस प्रकार यह दो विपरीत किनारे इस होरिजेंटल कंपोनेंट को कैंसिल करते रहेंगे और नेट फील्ड z अक्ष के साथ ऊर्ध्वाधर दिशा में प्राप्त होगा तो आइए हम गणना करें मैं क्या करूंगा मैं z कंपोनेंट की गणना करूंगा और इसे जोड़ूंगा यह दूरी R है और करंट I है यह दूरी R2z2 हो जाएगी यह ऊंचाई z है और माना कि यह कोण है और इसलिए यह कोण भी होगा क्योंकि करंट की दिशा तथा लंबवत है तो आप देख सकते हैं कि B का z घटक z0I4πdlr r r r 3 cos होगा यहां मैं इसका परिमाण और cos घटक ले रहा हूं और मैं इसे जोड़ूंगा तो मैं इसे फिर से कहता हूं कि मैं इन छोटे एलिमेंट के कारण फील्ड को ले रहा हूं और इसे केवल z घटक लेकर जोड़ रहा हूं अब क्योंकि यह दूरी r r 3है लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि यह मुझे dlR2z2 देने जा रहा है क्योंकि r r 3 यह एक साथ मुझे 1 r r 2 देता है तथा cos RR2z2 होगा तो यह इंटीग्रेशन मुझे z0I4πdlR2z2RR2z2 देता है जिसे हम 04πI2πRRR2z232 लिख सकते हैं और इस प्रकार हमें z04πI2πRRR2z232प्राप्त होता हैI यह z दिशा में ऊपरी आधा तल मेंहै और यहाँ भी वही दिशा है जिसे आप वेक्टर प्रोडक्ट लेकर आसानी से देख सकते हैं z0I4πdlR2z2RR2z204πI2πRRR2z2320I2R2R2z232 आइए अब हम इसे सिलैंडरिकल कोऑर्डिनेट में करते हैं सिलैंडरिकल कोऑर्डिनेट में वह कोऑर्डिनेट जहां पर dl है R द्वारा लिखा जा सकता है तो याद रखें कि आपको B का व्यंजक ज्ञात है जिसमें dl' Rd हो जाएगा तथा r r z z R r लिखा जा सकता है और r r 3 को R2z232लिखा जा सकता है और इसलिए आपको B0I4πRd z z R r R2z232 मिलता है अब क्योंकि zr तथा r z होता है इसलिए B0I4πRdR2z232z rzR उत्तर बन जाता है अब rd0 क्योंकि r में कोसाइन प्राइम और साइन फाई प्राइम है और इंटीग्रेशन दूसरा पाद आपको 2 देता है और इसलिए हमें अंतिम उत्तर 0I4R2RR2z2320I2R2R2z232 प्राप्त होता है इस प्रकार हमने बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करके मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने के दो उदाहरणों को हल किया जहां एक उदाहरण में लंबे तार के कारण फील्ड जबकि दूसरे उदाहरण में तार के रिंग के कारण फील्ड की गणना की हैं याद रखें कि ये सूत्र तभी मान्य होते हैं जब करंट स्टेडी हो